आपका स्वागत है छात्रों तो हम विक्टोरिया पतंग कंपनी के लिए नकद बजटेड तैयार करने की प्रक्रिया में हैं पिछली कक्षा में मैंने इस बजटेड का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है और आय विवरण का भी अब इस वर्ग में हम बजटेड तल पट तैयार करेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे जो किसी भी कंपनी की तल पट बनाने के लिए आवश्यक हैं चाहे यह त्रैमासिक तल पट हो या उसकी वार्षिक तल पट हो हमें उस पर विस्तार से चर्चा करनी होगी तो चलिए अब इस कंपनी विक्टोरिया पतंग कंपनी के लिए इस तिमाही का तल पट तैयार करते हैं इसलिए फिर से मैं इसे लिखता हूं मैं इसे विशेष प्रारूप में तैयार कर रहा हूं क्योंकि हमने आय विवरण को ऊर्ध्वाधर प्रारूप में तैयार किया है न कि टी प्रारूप में उसी तरह मैं अब ऊर्ध्वाधर प्रारूप में तल पट तैयार कर रहा हूँ यह बजटेड तल पट है यह तिमाही के अंत में विक्टोरिया काइट कंपनी की बजटेड तल पट है तो यह तल पट अब हम तैयार करने जा रहे हैं और यह फिर से जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वाधर प्रारूप में है पहले केस में हमने चर्चा किया था कि तल पट में दो पक्ष हैं एक देनदारियों और पूंजी है और दूसरा संपत्ति है और अंततः या तिमाही के अंत में या साल के अंत में दोनों पक्षों को बराबर होना चाहिए तो अगर आप आय विवरण और तल पट के बारे में बात करते हैं तो दोनो के बीच मूल अंतर यह है कि आय विवरण या लाभ और हानि खाता हमें उस अवधि जो शायद एक तिमाही एक महीना एक सप्ताह या यह एक साल हो सकता है के लिए कंपनी के वास्तविक या बजटीय लाभ को जानने में मदद करता है इस समय की अधिकतम अवधि एक वर्ष हो सकती है या किसी एक वर्ष की अवधि या कोई भी 12 महीने की अवधि हो सकती है इसलिए इन विवरणों जो आय विवरण और तल पट है को तैयार करने के लिए अधिकतम अवधि 12 महीने की होनी चाहिए तो आप वार्षिक आय विवरण और तल पट तैयार करते है तो उस स्थिति में आय विवरण और तल पट के बीच का अंतर यह है कि लाभ और हानि खाता हमें 12 महीनों की अवधि के लिए व्यापार के शुद्ध परिणाम लाभ या हानि के संदर्भ में जानने में मदद करता है हमने 12 महीने की अवधि के लिए व्यापार किया है अगर यह एक पूर्ण वर्ष है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं इस केस हम तिमाही परिणामों के बारे में बात कर रहे हैं तो कंपनी का प्रदर्शन कैसा था हमारे पास बिक्री थी हमारे पास बिक्री की कुछ लागतें थीं कुछ अन्य परिचालन व्यय थे यह सब समायोजित करने के बाद हम यह पता लगाने में सक्षम हुए कि क्या हमने शुद्ध आय या शुद्ध हानि के साथ समाप्त किया है या लाभ या हानि इसलिए हमारे पास अधिशेष हैं या हमें घाटा हो रहा है यह आय विवरण हमें व्यवसाय द्वारा इस तिमाही जनवरी से मार्च तक तीन महीने के लिए अर्जित लाभ या हानि की स्थिति या शुद्ध आय या शुद्ध हानि को जानने में मदद करता है और जब आप इन 4 तिमाहियों के परिणामों को जोड़ते हैं तो आप 12 महीने की अवधि के लिए या एक पूर्ण वर्ष के लिए व्यवसाय संचालन के परिणामों का पता लगा सकते हैं इसीलिए मैंने यहाँ शीर्षक आय विवरण लिखा है यदि आप VKC के पिछले तिमाही के बजटेड आय विवरण को देखते हैं तो पता चलता है कि लाभ 16367 डॉलर है जो कि तिमाही के अंत में शुद्ध आय है इस तीन महीने की अवधि के लिए यह शुद्ध परिणाम है लेकिन जब आप तल पट के बारे में बात करते हैं तो मैं यहाँ तिमाही के अंत में VKC की बजटेड तल पट शीर्षक लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि तल पट उस समय अवधि के अंतिम दिन व्यापार की वित्तीय स्थिति को वित्तीय स्थिति को दर्शाती है चाहे वह अवधि एक सप्ताह हो यह एक महीना हो यह एक तिमाही हो या यह एक वर्ष हो केवल एक दिन इस तिमाही की अंतिम तिथि 31 मार्च है ठीक है तो 30 मार्च को तल पट असंतुलित हो सकता है या फिर एक मार्च को देनदारियों और परिसंपत्तियों मेल न खाएं लेकिन यदि आप तिमाही की उस अंतिम तारीख को तल पट तैयार कर रहे हैं तो तल पट अवस्य संतुलित होना चाहिए इसी तरह वर्ष के अंत में हमें यह दिखाना होगा कि वर्ष के अंतिम दिन अगर यह 31 मार्च है अगर यह 31 दिसंबर या किसी अन्य वर्ष या उस अंतिम 12 महीनों की अवधि के अंत में है या 12 महीने की परिचालन अवधि का अंतिम दिन तल पट संतुलन में होना चाहिए सभी संपत्तियां देयताओं और और पूंजी के योग के बराबर होनी चाहिए तो तल पट में केवल एक दिन के लिए व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की तस्वीर को दर्शाया जाता है और यह उस अवधि का अंतिम दिन है जिसके लिए तल पट तैयार की जा रही है जबकि लाभ और हानि खाता या आय विवरण उस अवधि के लिए फर्म की लाभ या हानि की स्थिति का चित्रण करता है जिसके लिए उस आय विवरण को तैयार किया जा रहा है इसलिए शीर्षकों में बुनियादी अंतर है एक अवधि के लिए है और दूसरा तल पट उस अवधि के अंतिम दिन के लिए है चाहे वह अवधि तिमाही महीना सप्ताह या वर्ष हो तो यह मूल अंतर है जिसे आपको जानना होगा अब हम इस तल पट को किसी भी तरीके से तैयार कर सकते हैं आप शीर्ष पर देनदारियों या पूंजी डाल सकते हैं फिर आप परिसंपत्तियां लेते हैं और फिर आप अंतर का पता लगा सकते हैं यदि कोई अंतर है क्योंकि सामान्य रूप से कोई अंतर नहीं है तल पट में दोनों पक्ष बराबर हैं सभी संपत्तियां देयताओं और पूंजी के योग के बराबर होती हैं तो इसे तल पट कहा जाता है क्योंकि दोनों पक्ष संतुलित हैं दोनों शेष संतुलित हैं संपत्ति देनदारियों और पूंजी के बराबर हैं तो आप शीर्ष पर कुल देनदारियों और पूंजी को रख सकते हैं या शीर्ष पर संपत्ति को रख सकते है और फिर दूसरा पक्ष उसके बाद आएगा इसलिए जब आप सभी संपत्तियों का योग करेंगे और कुल देनदारियों और पूंजी का योग करेंगे तो दोनों को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए यदि वे एक दूसरे के बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति उस विशेष अवधि के अंतिम दिन संतुलित है इसलिए मैं परिसंपत्तियों को तल पट के शीर्ष पर ले जाकर इसे तैयार करना शुरू करूंगा इसलिए हम यहां संपत्ति को रिकॉर्ड करेंगे और ये यहाँ रहा संपत्ति और हम अब शुरू करेंगे यह दो स्वरूपों में तैयार किया जा सकता है या तो स्थायित्व के क्रम में या तरलता के क्रम में जब आप स्थायीता के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि यदि आप शीर्ष पर संपत्ति ले रहे हैं तो हम दीर्घकालिक या अचल संपत्ति को शीर्ष पर ले जाएंगे और फिर हम परिसंपत्तियों की तरलता को कम करते रहेंगे और सबसे तरल सम्पति यानि नकदी अंत में आएगी है ना यदि आप तरलता के क्रम में तैयार कर रहे हैं तो सबसे तरल परिसंपत्ति नकदी सबसे पहले आएगी और लंबी अवधि की संपत्ति तल पट में अंतिम में होगी इसी तरह देनदारियों के केस में यदि आप स्थायित्व के क्रम में तैयार कर रहे हैं तो शीर्ष पर पूंजी आएगी यानी कि इक्विटी पूंजी देनदारियों के स्तंभ के शीर्ष पर आएगी और उसके बाद उससे कम तरल देनदारी आएगी और सबसे चालू सम्पति अंत में आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर यह तरलता के क्रम में तैयार किया जाता है तब सबसे अधिक तरल सबसे अधिक चालू देयता शीर्ष पर आ जाएगी और फिर अंतिम इक्विटी पूंजी है जो अंत में आ जाएगी तो जो भी क्रम का पालन करें वह सही है उसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन परिसंपत्तियों के केस में आप जो भी क्रम का पालन करेंगे चाहे वह स्थायित्व का हो या तरलता का उसी क्रम का पालन देयताओं में भी किया जाना चाहिए इसलिए हम पहले परिसंपत्तियों को ले कर इस तल पट को तैयार कर रहे हैं और निश्चित परिसंपत्तियों के साथ शुरू करते है क्योंकि हम इसे स्थायीता के क्रम में तैयार कर रहे हैं इसलिए स्थायित्व के क्रम में जब आप इसे तैयार कर रहे हैं तो हम अचल संपत्तियों के साथ शुरू कर रहे हैं तो यहां अचल संपत्तियां क्या हैं यह तल पट आप पिछली तल पट की शेष को लेकर तैयार करेंगे तो यहाँ दी गई संपत्ति क्या हैं यहाँ जो परिसंपति आपको दी गयी है वह ३१ दिसंबर 2004 की है अचल संपत्ति 12500 हैं और फिर हम समायोजन करेंगे अगर इस तिमाही में अचल संपत्ति में किसी प्रकार की बढ़ोतरी हुई है तो हम इसे यहाँ रखेंगे हमने इसकी कैसे गणना की है हमारे पास अचल संपत्तियों का शेष 14750 के रूप में आएगा अब मैंने इस आंकड़े को कैसे निकला क्योंकि यदि आप पिछली तल पट पर जाते हैं तो यह राशि 12500 है तो यह 14750 कैसे हो गया यह राशि कैसे आयी है मैं आपको विवरण दिखाऊंगा यह इस तरह है शुरुआती शेष क्या था 12500 हमने चालू तिमाही में एक निश्चित संपत्ति को जोड़ा है जो कि फिक्स्चेर है और यह कितनी है यह फिक्स्चेर 3000 कुछ थी सही और इस केस में कुल शेष कितना हो गया है 12500 जोड़ 3000 15500 घटाव कुछ आप यहां क्या घटाएंगे मूल्यह्रास इसलिए 750 का मूल्यह्रास घटाया जाता है जो यहां मूल्यह्रास राशि है हमने यहां मूल्यह्रास राशि ली है जो 750 है यह मूल्यह्रास है हमें इसे घटाना होगा इसलिए यह 12500 जोड़ 3000 घटाव ७५० है तो अंत में आप 14750 के शेष को पाते हैं वे अचल संपत्ति हैं फिर अगली परिसंपत्ति हम यहाँ खाते के प्राप्य के रूप में लेंगे प्राप्य खाता कहा से आएगा प्राप्य खाता वह बिक्री हैं जो अभी भी फर्म द्वारा एकत्र की जानी हैं तो अचल संपत्तियों की गणना करने के बाद जो १४७५० आएगा प्राप्य खाता लिखा जायेगा अगली संपत्ति अब मैं ले रहा हूं क्योंकि अचल संपत्ति अब खत्म हो गई है हमारे पास यहां कोई अन्य अचल संपत्ति नहीं है हमें कुल योग 14750 दिया गया है जो हमने यहां निकाला है वो ऐसे कि 12500 जोड़ 3000 है जिसे हमने चालू तिमाही में जोड़ा है और मूल्यह्रास ७५० को घटाकर अचल संपत्ति का अंतिम शेष 14750 आया है अब हम चालू परिसंपत्तियों लेंगे और सबसे पहले जो चालू संपत्ति मैं ले रहा हूं वह प्राप्य खाता है इसलिए प्राप्य खाता की हमें गणना करनी होगी और अगर आप कहते हैं तो केस को वापस देखें हमें एक शर्त दी गई है कि बिक्री के मौजूदा महीने में संग्रह 60 प्रतिशत के हिसाब से और अगले महीने में 30 प्रतिशत और अगले के अगले महीने में 10 प्रतिशत के हिसाब से लिया जाए तो इसका मतलब है कि बिक्री के महीने जनवरी में 60 प्रतिशत एकत्र किए जाते हैं फरवरी व् मार्च में शेष 40 प्रतिशत संग्रह होगा जो 30 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के अनुपात में आएंगे इस प्रकार इस केस में अब हमें प्राप्य खाता का पता लगाना होगा प्राप्य खाता का आंकड़ा यहां 22700 आता है यह 22700 कैसे है यह कैसे आ रहा है क्योंकि फरवरी की बिक्री को एकत्र होने में केवल 10 प्रतिशत बचा है तो फरवरी की बिक्री क्या थी 75000 इसलिए हमें 10 प्रतिशत लेना होगा यानि ७५००० का 10 प्रतिशत और मार्च महीने में जोड़ देना होगा प्राप्य खाता जो मार्च के महीने के लिए ३० प्रतिशत और फरवरी के महीने के लिए १० प्रतिशत है तो इसका मतलब है कि आपके पास कुल बिक्री का ४० प्रतिशत बचा हुआ है और यह ४० प्रतिशत कितनी बिक्री का है ये मार्च महीने के लिए कुल बिक्री है 40 प्रतिशत संग्रह कितना है इसलिए इस तिमाही में हमें इसे एकत्रित करना है जो बिक्री संग्रहणीय हैं फरवरी के महीने के लिए हमें अभी भी संग्रह करना है क्योंकि फरवरी के महीने में 60 प्रतिशत एकत्र किया जाता है मार्च के महीने में 30 प्रतिशत एकत्र किया जाता है और 10 प्रतिशत एकत्र किया जाना बाकी है फरवरी की कुल बिक्री क्या है फरवरी की बिक्री 75000 है इसलिए इस 75000 में से हमने इस तिमाही के अंत तक 90 प्रतिशत एकत्र किया है इसलिए 10 प्रतिशत एकत्र किया जाना है तो 75000 का 10 प्रतिशत 750० है और फिर हमें दूसरी राशि एकत्र करनी है और दूसरी राशि मार्च महीने के लिए है और मार्च के महीने के लिए कितना इकट्ठा किया जाना है कुल बिक्री 38000 है और हमने केवल मार्च के महीने में एकत्र किया है चालू महीने में 60 प्रतिशत है इसलिए 40 प्रतिशत अभी भी एकत्र किए जाने हैं इसलिए यदि आप इसे जोड़ते हैं तो इस अनुपात की गणना करें और इसे योग करें जो कि प्राप्य खाता के रूप में 22700 प्राप्त होगा फिर हम बात करते हैं अनेक्स्पायर बीमा की इसलिए यदि आप अनेक्स्पायर बीमा को लेते हैं तो यह राशि कितनी आएगी मैं यह राशि ले रहा हूं 1125 मैंने यह राशि कहा से ली है अब पुरानी तल पट को देखें अनेक्स्पायर बीमा शेष कितना है 1500 ठीक है हमने कितना बीमा उपयोग किया है इस तिमाही में इस प्रीमियम का हमने उपयोग किया है विवरण पर वापस जाएं हमारे द्वारा उपयोग किया गया बीमा 375 है तो इसका मतलब है कि बीमा प्रीमियम खाते में अभी भी शेष है और वह शेष राशि 1125 है तो इस अनेक्स्पायर बीमा इस मद को मूल रूप से आप इसे उपार्जित आय कह सकते हैं उपार्जित आय एक प्रकार का संपत्ति है उपार्जित आय है आप इसे अग्रिम भुगतान कह सकते हैं दोनों कहते हैं आप इसे संपत्ति के रूप में चालू संपत्ति कह सकते हैं अगर हमने कोई अग्रिम भुगतान किया है तो इसका मतलब है कि इसका लाभ नहीं लिया गया है इसलिए लाभों का आनंद नहीं लिया गया है और लाभों को प्राप्त नहीं किया गया है भुगतान किया गया है और लाभ अगली तिमाही में अगली अवधि में प्राप्त किए जाएंगे उस समय तक उस भुगतान के लिए जो पहले ही किया जा चुका है लेकिन इसका लाभ फर्म को नहीं मिला है उसे अग्रिम भुगतान के रूप में जाना जाता है उस अग्रिम भुगतान में हमने 1500 डॉलर के प्रीमियम का भुगतान किया था लेकिन वास्तव में 375 का प्रीमियम देय था तो इसका मतलब है कि 1125 के प्रीमियम का अग्रिम भुगतान किया जाता है और इसे तब तक चालू संपत्ति माना जाएगा जब तक यह देय नहीं हो जाता इसी तरह उपार्जित आय के केस में आय जो अर्जित की गई है लेकिन अभी तक फर्म द्वारा प्राप्त नहीं की गई है वो उन्हें भविष्य की अवधि में प्राप्त होगी इसलिए उस समय तक जब वो आय प्राप्त होगी उन्हें तल पट में एक चालू संपत्ति के रूप में दिखाया जाएगा चाहे वह अग्रिम भुगतान हो या उपार्जित आय दोनों एक ही श्रेणी के हैं और उन्हें चालू संपत्ति कहा जाता है और तल पट में तब तक दिखाया जाएगा जब तक उपार्जित आय अर्जित नहीं की जाती है और अग्रिम व्यय का लाभ फर्म को प्राप्त नही हो जाता है या इसका आनंद नही लिया जाता है यही कारण है कि हम अनेक्स्पायर बीमा के रूप में ११२५ ले रहे हैं और यह चालू संपत्ति है यहां एक और चालू संपत्ति क्या है हमने अचल संपत्तियों को लिया है बिना बीमा के अब हमें इन्वेंट्री लेनी है इन्वेंटरी का मतलब है रहतिया माल की इन्वेंट्री तो इसका मतलब है माल की इन्वेंटरी क्या है यदि आप खरीद विवरण पर वापस जाते हैं तो पाएंगे कि हमने माल खरीदी है जिसे हम इन्वेंट्री के रूप में रख रहे थे हम खरीद अनुसूची को देखते है तो वांछित इन्वेंट्री कितनी है यह 6000 है तो 6000 की यह वांछित इन्वेंट्री को तल पट में दिखाना होगा इसलिए यह राशि 6000 एक और चालू संपत्ति है और मुझे लगता है कि अंतिम चालू संपत्ति जो अब हमारे पास बचा हुआ है वो नकद है सबसे अधिक तरल चालू संपत्ति नकदी है और नकदी का शेष क्या है हमें नकद बजट में वापस जाना होगा नकद का अंतिम शेष कितना है नकदी का वह शेष 32992 है तो हम इस 32992 को यहां ले जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास मौजूद सभी संपत्तियां दर्ज हैं हमने यहाँ कौन कौन सी परिसम्पतिया लिया है इस तल पट में से हमने अचल सम्पतियों को लिया है हमने इस तल पट में से दिए गए अनेक्स्पायर बीमा को लिया है हमने इस तल पट से अगली तल पट में इन्वेंट्री को ले गए है हमने प्राप्य खाता लिया और नकद लिया है और इसलिए इन सभी परिसंपत्तियों को इस तल पट से अगली तिमाही की तल पट पर ले जाया जाता है और यदि आप देखते हैं कि हमने उन सभी पांच परिसंपत्तियों को दर्ज किया है तो उसमे से एक श्रेणी 14750 की अचल संपत्ति की है चार चालू संपत्ति हैं और अंत में हम इसका योग करेंगे ताकि हम देखें कि यह कितना होता है यदि आप इसे जोड़ते है तो यह कुल 77567 होता है यह कुल संपत्ति है जो 77567 है अब हम देनदारियों और पूंजी पर आ जाएंगे यहाँ देनदारियों के साथ साथ पूंजी भी है तो देनदारियों और पूंजी का आंकड़ा क्या है हमें इसे यहां रखना है इसलिए हम यहां लिखेंगे यह पहला आइटम है मैं फिर से तल पट तैयार करना शुरू करूंगा और देनदारियों को भी स्थायित्व के क्रम में रखूँगा तो यहां मालिक की इक्विटी या शेयरधारकों की इक्विटी क्या है शेयरधारकों की इक्विटी या मालिक की इक्विटी हमें लेनी होगी इसलिए मालिक की इक्विटी का आंकड़ा जो मैं यहां ले रहा हूं वह 40567 है यह 40567 डॉलर मालिक की इक्विटी है अब आप फिर सोच रहे हैंसे कि यह आंकड़ा कहां से आया है अब आप केस पर वापस जाईये इस तल पट को देखें यदि आप इस तल पट को देखते हैं तो आपको संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई है जो कि 70550 है आपको देयता की जानकारी दी गई है जो देय है देय खाता लाभांश देय है लेकिन इक्विटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है इसलिए लेखांकन जानकारी के अनुसार यह कितना है संपत्ति देनदारियों जोड़ पूंजी के बराबर है तो आपको संपत्ति 70550 दी जाती है आपको देनदारियाँ 44850 दी जाती हैं इसलिए हमें शेष की गणना करनी होगी इसलिए यदि आप यहां शेष राशि लेते हैं तो हमारे यहां जो शेष राशि है वह 25700 है यह शेष 25700 है जो 70550 घटाव ४४८५० के बीच का अंतर है ४४ is ५० वह शेष है जो हमने इस तरह से गणना की है इसलिए पहला आंकड़ा 25700 है और इसमें हमें कुछ और जोड़ना है लेकिन हमें इस केस में यहां जो जोड़ना होगा वह शुद्ध लाभ है शुद्ध लाभ जो हमने यहां अर्जित किया है वह 16367 है इसलिए हमें इसे जोड़ना होगा यह पूंजी की बढ़ोतरी है क्योंकि हमने पिछली तिमाही में जो आय अर्जित की है वह १६३६७ है यह कुल राशि है तो यह कुल राशि हो जाएगा यदि आप गणना करेंगे यह कितना होगा यह 42067 होगा इस 42067 मेंसे आप कुछ घटाएंगे और वह लाभांश होगा जो भुगतान किया जाएगा तो आप इस आंकड़े को घटा देंगे अगर आप 1500 को घटा देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो 40567 है इसलिए हमने इतनी इक्विटी की गणना की पिछली तल पट से 25700 जो संपत्ति देनदारियों का अंतर है इसके साथ साथ हमने इसमें और कुछ जोड़ दिया है और यह कुछ राशि लाभ की राशि है और यह राशि 16367 है यहाँ जो लाभ अर्जित किया गया है उसे 25700 में जोड़ दिया जायेगा यह 42067 घटाव लाभांश है क्योंकि यह शर्त है कि प्रत्येक तिमाही के अंत में हमें शेयरधारकों को 1500 के लाभांश का भुगतान करना होगा इसलिए हमें इसे घटा देना होगा लाभांश की 1500 की राशि अगर आप घटाते हैं जो कि अगली तिमाही में शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान किया जाएगा या 15 अप्रैल को भुगतान किया जाएगा जो अगली तिमाही का पहले महीने की शुरुआत होगी इक्विटी खाते में 40567 की शेष राशि बचती है अब हम अन्य देनदारियों को लेते हैं क्योंकि हमने मुख्य भाग इक्विटी को लिया है जो कि पूंजी है अब हम देनदारियों के बारे में बात करेंगे ज़्यादातर देनदारियों चालू देनदारियों हैं इसलिए पहली देयता हम यहां देय खातों के रूप में लेते हैं वहां हमने प्राप्य खता लिया था यह देय खाता है देय खाता कितना है हमें इसका पता लगाना है यह राशि 16500 है एक भुगतान हमें खरीद संवितरण अनुसूची में करना होगा यदि आप देय खातों को लेते हैं क्षमा करें यह राशि 19000 है देय खाते 19000 हैं इसलिए आप यह राशि लेंगे देय खता 19000 है जो खरीद संवितरण अनुसूची से आ रहा है अगला दायित्व देय किराया है किराया देय है किराया देय कितना है हमने पिछले आय विवरण में किराए की गणना की है और हमने यहां यह राशि 16500 और 750 का योग लिया है इस कुल देय किराए 17250 के इस हिस्से को पहले से ही नकदी प्रवाह विवरण में दिखाया गया है क्योंकि नकदी प्रवाह विवरण में हमने 750 लिया है किराया 250 है जो हमने पहले ही चुका दिया है लेकिन 16500 का हमने केवल लाभ और हानि खाते में प्रावधान किया है और इस राशि का भुगतान अभी भी किया जाना है अगली तिमाही में या अगली तिमाही की शुरुआत में जो अप्रैल के महीने में होती है जब तक हम 16500 का भुगतान नहीं करेंगे हमें इसे दायित्व के रूप में दिखाना होगा यह 16500 देय किराया है हमारे पास कुल देय किराया जो है उसे हमने हमने दिखाया है यह विवरण को उपचित आधार पर तैयार किया गया है यह वास्तविक नहीं है वास्तविक नकदी विवरण है नकदी कैसे प्रभावित हुई है भुगतानों के कारण कुल नकदी निकल गई कुल नकदी प्राप्तियों के कारण आ रही है जो नकदी की स्थिति है उसे नकद बजट में दर्शा दिया गया है आय विवरण में आय विवरण उपचित आधार पर तैयार किया जाता है जो दिखाया गया है वह इस तिमाही के लिए है इतनी आय प्राप्त होनी है और इतने भुगतान किये जाने है वे वास्तव में होते है या नहीं यह हमारे लिए सारहीन है इसलिए देय किराए में हमें भुगतान करना पड़ता है इस तिमाही के लिए देय किराया 17250 है इसमें से 750 का नकद भुगतान किया जा चूका है और 16500 अभी भी देय है क्योंकि इस तिमाही में भुगतान नहीं किया जाएगा इसका भुगतान अगली तिमाही के पहले महीने में किया जाएगा जैसा कि अक्टूबर से दिसंबर के लिए पिछली तिमाही के केस में हमने दिखाया है कि हमने जो किराए का भुगतान नकद प्रवाह विवरण में किया है वह 8050 है तो इस 8050 में से 7800 दिसंबर के महीने में समाप्त हुई पिछली तिमाही के लिए था इसलिए हमने जनवरी के महीने में भुगतान किया इसी तरह इस तिमाही के लिए किराया 16500 है जो बिक्री के 10000 से अधिक का 10 प्रतिशत है यह 16500 है जो इस तिमाही के लिए देय होगा लेकिन अगली तिमाही के पहले महीने की शुरुआत में भुगतान किया जाएगा फिर भी यह एक दायित्व है फिर अगला वह है जिसे आप देय लाभांश कह सकते हैं 1500 की यह राशि है जिसे 16367 के लाभ से घटाया गया है और आपने इस तल पट में इसका प्रावधान किया है यह 1500 हमें घटाना होगा यह राशि मैंने घटाव के रूप में दिखाई है यह राशि कहा गई है इस राशि को शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान करने के लिए अलग रखा गया है इसलिए यह प्रावधान किया गया है या इस तिमाही में किया जाएगा लेकिन वास्तव में लाभांश का भुगतान अगले महीने की 15 तारीख तक किया जाएगा क्योंकि अगर आप पिछले लाभांश की बात करें तो हमने यहां 1500 के लाभांश का एक आंकड़ा दिखाया है यह लाभांश हमने इस तिमाही के पहले महीने में चुकाया है यह इस तिमाही के लिए नहीं है यह अक्टूबर से दिसंबर तक पिछली तिमाही के लिए है इसलिए यहां हमने इस लाभांश का भुगतान किया है हमने पिछली तिमाही में प्रावधान किया है वास्तव में भुगतान इस तिमाही के पहले महीने में 15 जनवरी तक किया जाता है इसी तरह इस तिमाही में जो भी लाभांश का प्रावधान हम यहां कर रहे हैं वो 16367 के लाभ से कर रहे हैं हम 1500 की राशि निर्धारित कर रहे हैं इसलिए कि 1500 अभी भी एक दायित्व है और उस समय तक रहेगा जब तक यह यह अंत में शेयरधारकों के खातों में हस्तांतरित नही हो जाता है इसे एक चालू देयता के रूप में दिखाया जाएगा ताकि आप इसे लाभांश कह सकें यह देय लाभांश है यह राशि कितनी है यह १५०० लाभांश देय है तो अगर आप यहाँ इन सभी देयताओं के बारे में बात करते हैं तो हमने लगभग सब कुछ ले लिया है हमने इक्विटी और इक्विटी राशि ली है हमने यहां मालिक की इक्विटी को निकला है और वह 40567 है फिर हमें यहां गणना करना है कि कितना देय खाते हैं जो हमने पहले ही पता कर लिया है खरीद संवितरण बजट से पता चलता है की 19000 मार्च के महीने में की गई खरीद के लिए है जिसका भुगतान किया जाना बाकी है यह देय खाता है देय किराया 16500 है और देय लाभांश 1500 है तो ये तीन भुगतान हैं तो अगर आप इसे जोड़ते हैं तो यह राशि 19 जोड़ 16 के रूप में काम करती है और यह 37000 है तो यह राशि 37000 डॉलर होती है मालिक की इक्विटी इसमें जोड़ दी जाति है मूल रूप से लेखांकन समीकरण है यह ए है यह सी है पूंजी सी है यह सी है और यह एल है तो मूल रूप से लेखांकन समीकरण क्या है लेखांकन समीकरण में A देनदारियों और पूंजी के बराबर है इसलिए इस केस में संपत्ति हमने लिया है 77567 और अब हमने यहां जो देनदारियां की गणना की हैं वह 37000 है और हमने यहां जो पूंजी की गणना की है वह 40567 है इसलिए यदि आप इसे जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि इसे 77567 होना ही चाहिए इसलिए ये दोनों पक्ष संतुलन में हैं जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं जो सब जोडके 77567 होता है इसलिए यह तल पट अब संतुलित है शीर्ष पर हमने इस तल पट में परिसम्पतियों को रखा है मैंने इसे इस प्रारूप में क्यों तैयार किया है क्योंकि मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप दो प्रारूप में टी प्रारूप में या ऊर्ध्वाधर प्रारूप में तल पट तैयार कर सकते हैं इन दिनों अब यह क़ानूनी आवश्यकता भी बन गई है कि तल पट और आय विवरण को ऊर्ध्वाधर प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए इसलिए पिछले केस में हमने टी प्रारूप के बारे में सीखा है इस केस में हमने ऊर्ध्वाधर प्रारूप के बारे में सीखा है जहां हमने परिसंपत्तियों को शीर्ष पर रखा है और संपत्ति को स्थायीता के क्रम में रख दिया है सबसे अचल संपत्ति शीर्ष पर आ रही है और उसके बाद इसी तरह से चालू संपत्ति फिर इसके बाद हमने सभी देनदारियों को पूंजी में डाल दिया सबसे लंबी अवधि की देयता जो कि मालिक की इक्विटी है को हमने सबसे ऊपर लिया है जिसे हमने गणना के बाद 40567 पाया है और फिर हम अन्य सभी देनदारियों को रखते हैं इसलिए इस केस में हमारी कोई दीर्घकालिक देयता नहीं है लंबी अवधि की देनदारियां आमतौर पर ऋण या बॉन्ड होती हैं जो लंबी अवधि की देनदारियां होती हैं और दीर्घ अवधि और अल्प अवधि के बीच का अंतर समय को लेकर है दीर्घकालिक देनदारियां या दीर्घकालिक संपत्ति वे देनदारियां या संपत्ति हैं जो एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए फर्म के साथ हैं और अल्पावधि संपत्ति और देयताएं वो है जो अधिकतम 12 महीने या एक वर्ष की अवधि के लिए फर्म के पास हैं तो अगर आप अचल संपत्तियों के बारे में बात करते हैं तो ये केवल वे संपत्तियाँ हैं जो एक वर्ष से अधिक समय तक फर्म के पास रहने वाली हैं अन्य सभी परिसंपत्तियां जैसे प्राप्य खाते अनेक्स्पयार्ड बीमा रहतिया या नकदी ये केवल 12 महीने की अवधि के लिए उपलब्ध होने के कारण चालू संपतिया हैं कभी कभी ये एक महीने दो महीने तीन महीने या यहां तक कि कुछ सप्ताह के लिए भी होती है लेकिन इन मौजूदा परिसंपत्तियों की अधिकतम अवधि 12 महीने से अधिक नहीं होगी इसी तरह देनदारियों और पूंजी के केस में पूंजी वह है जिसे केवल फर्म के बंद होने की स्थिति में वापस भुगतान किया जा सकता है इसलिए यह पूंजी वित्त का स्थायी स्रोत है वित्त का दीर्घकालिक स्रोत है हम इसे पूंजी कहते हैं क्योंकि यह वित्त का एक आंतरिक स्रोत है इसलिए फर्म को चलाने के लिए व्यवसाय को चलाने के लिए धन दो स्रोतों से आते हैं आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत आंतरिक स्रोत मालिक की इक्विटी है जो वित्त का सबसे महत्वपूर्ण स्थायी स्रोत है हमने इसे तल पट के शीर्ष पर रखा है क्योंकि हम इस तल पट को स्थायित्व के क्रम में तैयार कर रहे हैं फिर हमने अन्य सभी देनदारियों को रखा है इसलिए देयताएं भी दीर्घकालिक और अल्पकालिक भी हो सकती हैं इसलिए कोई भी देयता जो फंड का कोई स्रोत है और जो फर्म के साथ एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रहने वाला है उदाहरण के लिए वित्तीय संस्थानों या बैंकों से दीर्घकालिक ऋण से आने वाले फंड या ऋण पत्र और बॉन्ड जारी करने से प्राप्त फण्ड वे दीर्घकालिक हैं इस केस में कंपनी द्वारा ऐसा कोई फंड नहीं जुटाया गया है तो इसका मतलब है कि सभी देनदारियां चालू देनदारियां हैं अधिकतम इन देनदारियों की अवधि 12 महीने की अवधि के लिए हो सकती है जबकि इस केस में हम पा रहे हैं कि वे केवल एक महीने के लिए या एक चौमाही या तिमाही के लिए ही वैध हैं इसलिए हमने उन सभी देनदारियों को लिया है जो ज्यादातर चालू देनदारियां हैं खाता देयताएं और किराए के भुगतान और लाभांश देय हैं इसलिए यदि आप इसको जोड़ते है तो यह कुल संपत्ति के योग के बराबर हैं सभी अचल और चालू परिसम्पतियाँ मिलकर ७७५६७ के बराबर हैं और यदि आप कुल देनदारियों के साथ साथ पूंजी को भी देखें तो यह 77567 है तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि हमने विक्टोरिया पतंग कंपनी की तिमाही वित्तीय स्थिति को सत्यापित कर लिया है और वो संतुलित है इस तिमाही की वित्तीय स्थिति जो जनवरी से मार्च तक है यह संतुलित स्थिति में है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है परिसम्पतियाँ देनदारियों और पूंजी के बराबर है या इसका विपरीत भी सही हैं इसलिए हम इन मामलों में संतुलन की स्थिति में हैं कंपनी ने कितने फंड जुटाए हैं हमारे पास मौजूद संपत्ति की समान मात्रा का मतलब है कि त्रैमासिक तल पट संतुलित स्थिति में है अब आगे हम अगली तिमाही के लिए बजट तैयार कर सकते हैं और सभी चार तिमाहियों को जोडकर इसे सकते वार्षिक बजट में बदल सकते हैं तो इसे उस तरह सेभी किया जा सकता है लेकिन आम तौर पर हम कहते हैं कि बजट को छोटे समय अंतराल में विभाजित करें कुछ कंपनियां इन दिनों साप्ताहिक बजट भी तैयार कर रही हैं कुछ मासिक बजट तैयार कर रही हैं और कुछ तिमाही बजट तैयार कर रही हैं और उन सभी उप बजटों को मिला देने से समेकित बजटेड मिलता है जिसे वार्षिक बजट कहा जाता है इसलिए बजट की छोटी समय अवधि क्षितिज का अर्थ है कि फर्म के लिए यह पता लगाने के लिए बेहतर है कि वे उस बजट अवधि में क्या करने जा रहे हैं और बजट परिणामों की वास्तविक परिणामों के साथ तुलना करना आसान है विभिन्नताओं का पता लगाना आसान हो जाता है ठीक है इसलिए मास्टर बजट कैसे तैयार कर सकते हैं इसकी यह प्रक्रिया है जिसमें दो घटक हैं परिचालन बजट और फिर वित्तीय बजट तो ऑपरेटिंग बजट का परिणाम बजटेड आय विवरण है और वित्तीय बजट का परिणाम बजटेड तल पट है और अंत में हमने यहां दिखाया है कि वैचारिक रूप से जानने के बाद हम व्यावहारिक रूप से इस मास्टर बजट को कैसे तैयार कर सकते हैं जिसमें सच्चे घटक हैं अर्थात बजटेड आय विवरण नकदी विवरण नकद बजट और बजटेड तल पट तैयार करना है इस तरह कुल बजट तैयार किया जा सकता है अब यह कुल मास्टर बजट फर्म के पास उपलब्ध है जनवरी से मार्च की इस तिमाही के लिए ये सभी बजटीय अनुमान वास्तविक प्रदर्शन के लिए जाएंगे जब तिमाही वास्तव में शुरू होगी क्योंकि बजट तिमाही की शुरुआत से पहले तैयार किया जाता है इसलिए जब तिमाही शुरू होगी वे प्रदर्शन के लिए जाएंगे और तिमाही के अंत जो मार्च ३१ के बाद हो सकता वे बजटेड और वास्तविक परिणामों की तुलना कर सकते हैं और विभिन्नताओं का पता लगा सकते हैं इतना सब मास्टर बजट के बारे में है मैं मास्टर बजटेड के बारे में यही रुकूंगा लेकिन मास्टर बजट की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें बजट के एक दूसरे रूप के द्वारा ठीक किया जा सकता है और उसे लचीला बजट कहते है तो जो भी बजट को साधन के रूप में इस्तमाल किया जाये उसका लाभ तो है ही लेकिन कुछ सीमाएँ भी हैं मास्टर बजट की भी कुछ कमी है तो वे सीमाएँ क्या हैं क्या हैं वो कमियाँ और लचीले बजट की मदद से उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है ये सब मै आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूँगा